सभी को नमस्कार सप्ताह 3 के इस व्याख्यान 5 के लिए दोस्तो आपका वापस स्वागत है इसलिए आखिरी व्याख्यान में हमने स्पीच टेगिंग की समस्या के साथ शुरुआत की हमने एक पाठ में दी गयी प्रोबलम इमेज को परिभाषित किया है जो एक सेंटेन्स हो सकता है इसलिए आपको यह पता लगाने की आवश्यकता है कि प्रत्येक इंडिविस्वल शब्द के लिए स्पीच कैटेगरी का वास्तविक हिस्सा क्या है तो कई विभिन्न एम्बिग्यूइटीस हो सकती हैं लेकिन आपको एम्बिग्यूइटीस को हल करने और प्रत्येक टैग के प्रत्येक शब्द के अद्वितीय भाग का पता लगाने की आवश्यकता है और हमने कहा कि आप इसे रुल बेस्ड मेथड्स या कुछ प्रोबेबिलिस्टिक मेथड्स का उपयोग करके हल कर सकते हैं हम यह भी चर्चा करते हैं कि विधियां जनरेटिव या डिसक्रीमीनेटिव हो सकती हैं और फिर वे मॉडल की फिलोसोफी से भिन्न भी होते हैं इसलिए जनरल जनरेटिव मॉडल में क्लास पहले आती है और यह माना जाता है कि शब्द उत्पन्न होते हैं क्लास से डेटा उत्पन्न होता है और जनरेटिव मॉडल में आप सीधे दिए गए डेटा की क्लास की संभावना का पता लगाते हैं तो इस व्याख्यान में हम जनरेटिव मॉडल के साथ शुरू करेंगे जो मार्कोव मॉडल में छिपी हुई है और देखें कि यह स्पीच टेग के भाग के कार्य को हल करने के लिए कैसे उपयोग किया जा सकता है तो यह एक प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है इसलिए हम समस्या के साथ शुरू करते हैं इसलिए मेरे पास मेरे कॉर्पस में w1 से wn तक कुछ n शब्द है और मुझे इनमें से प्रत्येक शब्द की पार्टीसीपेशन टेक्स्ट का पता लगाने की आवश्यकता है तो मान लीजिए कि आपको सिक्यूएन्स कैपिटल T का पता लगाना है जो सभी शब्दों के लिए t1 से tn तक असाइन करना है अब इनमें से प्रत्येक ti जो कि एक पार्टीसीपेंट टेक्स्ट में वास्तविकता में शामिल हो सकता हैं मान लीजिए मैं यूनिवर्सिटी का उपयोग टैग सेट से कर रहा हूं तो यह उन 45 वैल्यू टेग में से किसी को भी ले सकता है तो एसी कई अलग अलग वैल्यू हैं जो ये सिक्यूएन्स ले सकते हैं मुझे अपने इनपुट के रूप में दिए गए इस वर्ड सिक्यूएन्स को एक्चुयल और एम्बिग्यूयस टैग सिक्यूएन्स का पता लगाने में आवश्यकता है तो अब मैं इस समस्या को इस प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल के अनुसार कैसे हल करना शुरू करूं इसलिए आइडिया यह है कि स्पीच टैग के भाग के सभी पोसिबल सिक्यूएन्सेस के बीच जो इस वर्ड सिक्यूएन्स को ले सकता है जिसमे मुझे उस मेक्सीमम प्रोबेबिलिटी को खोजने की आवश्यकता है तो मैं इसे इस तरह लिख सकता हूं तो यह मुझे पता लगाना है जो आपको दिया हुआ हैं मेक्सीमम प्रोबेबिलिटी argmax जो की दिये हुए W के लिए पोसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी देता है इसलिए मुझे उस परपस सिक्यूएन्स का पता लगाना होगा जो हाइएस्ट प्रोबेबिलिटी देता है अब जैसा कि हमने पहले ही कहा है कि T कुछ भी नहीं है लेकिन t1 से tn और W कुछ भी नहीं है लेकिन यह w1 से wn है तो मैं इसे दिये हुए w1 से wn के लिए argmax t1 से tn के रूप में लिख सकता हूँ जो मैं कर रहा हूँ तो जनरेटिव मॉडल में याद रखें कि क्या आइडिया है आइडिया यह है कि क्लास या टैगस पहले आते हैं और फिर मेरे शब्द वहां से उत्पन्न होते हैं इसलिए मैं शब्द टैग की संभावना का पता नहीं कर सकता है लेकिन मॉडल से मैं दिए गए टैग से शब्द की संभावना का पता लगा सकता हूं इसलिए मुझे इसे इनवर्ट करने की जरूरत है यहां संभावनाओं की दिशा यहा हैं इसलिए t दिए गए wi को खोजने के बजाय मुझे w का उपयोग करने की आवश्यकता है तो क्या लोकप्रिय थीयोरम है जो मैं उपयोग कर सकता हूं तो वह बेयस थीयोरम हैं जिसे लागू कर सकता हूं इसलिए इसे सीधे लिखने के बजाय मैं यहाँ वही argmax T P W दिए गए T P T को P W और P W द्वारा विभाजित करने की कोशिश कर सकता हूँ यह इन सभी सिक्यूएन्सेस की सिक्यूएन्स की प्रॉबबिलिट के लिए कॉमन है तो यह फिर से यहा कोई फर्क नहीं पड़ता तो यह मुझे T P W द्वारा दिए गए टी और P T पर argmax देगा इसलिए यह सब जनरटिंग मॉडल के कारण है तो पहले मेरी क्लास जो कि मेरा T हैं आती है और फिर मेरा सिक्यूएन्स W उत्पन्न होता है यही कारण है कि मुझे इसे इस प्रारूप में लेना होगा प्रोबेबिलिटी W T P T अब मैं कोशिश कर सकता हूं और इसे खोल सकता हूं तो यह होगा तो मुझे बस इस विशेष बात को लेना हैं और यह प्रोबेबिलिटी w1 से wn t1 से tn प्रोबेबिलिटी t1 से tn तक होगी तो अब इसलिए मैं फिर लिखने के लिए चेन नियम का उपयोग कर सकता हूं जो हम स्लाइड में देख सकते हैं इसलिए मैं इसे चेन नियम का उपयोग करके लिख सकता हूं तो यह प्रोबेबिलिटी के अलावा कुछ नहीं होगा तो मैं i जो कि 1 से n के बराबर है wi जो w1 से w t1 से tn 1 और प्रोबेबिलिटी t1 से tn 1 तक दिया जाता है सबका गुणा करता हू यह केवल चेन नियम का उपयोग करके मैं ऐसा लिख सकता हूं इसलिए अब इन सभी संभावनाओं के लिए अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है कि हम इसे सोच रहे हैं इसका मतलब है मुझे इस फॉर्मूले पर कुछ सरलीकरण करने की जरूरत है तो हम क्या सरलीकरण करते हैं तो एक सरलीकरण जो हम यहां करते हैं कि इस सूत्र से हम यह कह रहे हैं कि शब्द की संभावना शब्द current है तो आप देखते हैं कि हमारे पास शब्दों का सिक्यूएन्स w1 से wn है और कोररेस्पोंडिंगली हमारे पास x t1 से tn का सिक्यूएन्स है तो मैं यह कह रहा हूं कि इस शब्द की संभावना पिछले सभी शब्दों और सभी टैगों पर निर्भर करती है इसलिए इसके बजाय जनरेटिव मॉडल के कारण मैं कह सकता हूं कि यह शायद केवल वर्तमान डेक पर निर्भर करता है यह सरलीकरण है जो मैं कर सकता हूं तो यह मैं प्रोबेबिलिटी wi ti के रूप में सरल कर सकता हूं तो यह एक सरलीकरण है फिर यहां हम कह रहे हैं कि ti की संभावना ti टैग के पिछले सभी टैग पर निर्भर करती है इसलिए फिर से मैं इसे कुछ मार्कोव अजंप्शन का उपयोग करके सरल बना सकता हूं कि यह केवल पिछले टैग या पिछले के पिछले टैग से पहले पर निर्भर करता है तो अगर मैं केवल बाइग्राम की धारणा लेता हूं तो ti जो कि ti 1 पर निर्भर करता हैं को मैं सेट करूँगा इसलिए इस मॉडल के संदर्भ में मैं कहूँगा कि ti जो कि ti 1 पर निर्भर करता है और यहाँ मैं प्रायिकता ti k1 ti 1 का उपयोग करके इसे सरल करूँगा और यह मेरी बाइग्राम अजंप्शन है तो अब अगर मैं सरलीकरण करूँ तो वह कौन सा मॉडल है जिसे हम वास्तव में देखते हैं तो यह सूत्र है कि जिसके साथ हम यहा आए इसलिए मुझे एक ऐसा टैग सिक्यूएन्स चाहिए जो इस विशेष रूप के लिए हाइएस्ट प्रोबेबिलिटी प्रदान करता है और हम कुछ सरलीकरण करते हैं किसी शब्द के प्रदर्शित होने की संभावना स्पीच टैग का एक हिस्से पर निर्भर करती है और यह याद रखें कि यह जेनेटिक मॉडल है तो शब्द स्पीच टैग के भाग से उत्पन्न होता है इसलिए पहले स्पीच टैग का हिस्सा उत्पन्न होता है और फिर टैग से प्रत्येक शब्द उत्पन्न हो रहा हैं इसलिए हम यह धारणा बना रहे हैं कि यह शब्द केवल तब ही उत्पन्न होता है जब यह स्पीच टैग का अपना हिस्सा होता है तो यह मुझे पहला सरलीकरण देता है दूसरा मैं कहूंगा कि अटैक की संभावना केवल इस पर निर्भर करती है कि यह पिछले टैग्स से आगे है इसलिए अगर मैं बाइग्राम अजंप्शन लेता हूं तो यह केवल पिछले टैग पर निर्भर करेगा तो इससे मुझे यह फंक्शन मिलेगा तो एक साथ एक ही सरलीकरण मुझे यह सूत्र देगा इसलिए मैं यह टैग सिक्यूएन्स ढूंढना चाहता हूं जो मुझे इस सूत्र के लिए अधिकतम संभावना प्रदान करता है तो अब हम एक बार इस सूत्र पर आ गए हैं तो वास्तव में यह मॉडल क्या है तो पहले हमें यह देखना चाहिए कि यह आसानी से इन संभावनाओं की गणना कर सकता हैं कि नहीं प्रोबेबिलिटी wi ti दिया गया है और प्रोबेबिलिटी ti ti 1 है तो आप वास्तव में इन संभावनाओं की गणना कैसे करेंगे तो एक तरीका यह है कि आपको एक कॉर्पस दिया जाता है जहां आप उन सभी शब्दों को जानते हैं जिन्हें आप भी जानते हैं कि उनके भाषण टैग का क्या हिस्सा है किसी ने मैन्युअल रूप से प्रत्येक को एनोटेट किया है यह डेटा फ़ाइल अब यह डेटा आपको इन संभावनाओं का पता दे सकता है उदाहरण के लिए ti दिये हुए ti 1 प्रोबेबिलिटी निकालते हैं यदि आप यह पता लगाना चाहते हैं कि टैग ti ti 1 के बाद कितनी बार आता है तो आप अधिकतम संभावना अनुमान का उपयोग करके इसकी गणना करेंगे जो नंबर ऑफ टाइम्स ti 1 और ti कार्पस में एक साथ आते हैं नंबर ऑफ टाइम्स ti 1 वर्ड टैग ti 1 संख्या से विभाजित होता है तो अगर आप यहां स्लाइड में देखें तो इसे P ti ti 1 इन गणनाओं के द्वारा 2 टेक्स्टस की गिनती को एक साथ पिछले टैग की गिनती से विभाजित करके पाया जा सकता है इसलिए यदि मैं प्रोबेबिलिटी N N दिये हुए DT की गणना करना चाहता हूं तो मैं कहूंगा N दिये हुए DT के बाद CN और NDT की संख्या से विभाजित होता हैं और यह अगर मेरे पास संख्या है तो मैं इस प्रोबेबिलिटी की गणना कर सकता हूं अन्य प्रोबेबिलिटी की गणना क्या है मुझे दिए गए टैग की लिए शब्द की संभावना की गणना करनी होगी तो पूरी संभावना जहां मैं टैग देता हूं मैं फिर से पता लगाऊंगा कि इस टैग के साथ यह शब्द कितनी बार होता है यह टैग कितनी बार विभाजित होता है इसलिए यह फिर से मेरे कॉर्पस से होता है इसलिए यदि मेरे पास संख्याएँ हैं तो मैं दिये हुए V w Z की प्रोबेबिलिटी की गणना करना चाहता हूँ मैं यह पता लगाऊंगा कि प्रत्येक शब्द सीधे V w Z के साथ और टैग V w Z वास्तव में मेरे कॉर्पस में संख्या से विभाजित करने पर कितनी बार घटित होता है इसलिए यहां यदि मेरे पास संख्याएं हैं तो मैं इन संभावनाओं की गणना कर सकता हूं तो इस मॉडल के लिए आवश्यक सभी संभावनाओं को आसानी से गणना की जा सकती है यदि मेरे पास एक डेटा है जहां मैं शब्दों और प्रत्येक और इंडिविस्वल शब्दों के लिए भाषण टैग का हिस्सा जानता हूं तो अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से इसका इस्तेमाल डिसएम्बिगुएशन के लिए कर सकते हैं यह मॉडल पूर्ण नहीं हैं यह केवल आपको कुछ आइडिया देने के लिए है इसलिए एक बार हमारे पास यह है कि हम इसका उपयोग डिसएम्बिगुएशन के लिए कैसे करे इसलिए मेरे पास यहां एक वाक्य हैं जो वाक्य का हिस्सा है सेकेट्रीएट इज़ एक्सपेक्टेड टु रेस टुमारों और यहाँ एम्बिग्यूइटी शब्द रेस में है तो क्या शब्द रेस नाऊन NN में हैं या VB में है आप यहा देखते हैं कि सब कुछ यहाँ एक जैसा हैं अब मेरे मॉडल से क्या संभावनाएं हैं जो 2 व्याख्याओं में भिन्न हैं तो अगर आप पहली व्याख्या देखते हैं तो दूसरी व्याख्या क्या है वे कौन सी संभावनाएं हैं जो परिभाषित की गई हैं पहले एक में आप पाते हैं कि यदि VB टैग की प्रोबेबिलिटी To हैं जिसे आपको दूसरे में NN की प्रोबेबिलिटी जो कि दिए गए 'To' की संभावना से पता लगाना चाहते हैं तो आपको पहले दिए गए VB के लिए NR की प्रोबेबिलिटी और दूसरे में दिए गए NN के लिए NR की प्रोबेबिलिटी मिलती हैं पहले में जब आपको दी गई VB में रेस की संभावना मिलती है और दूसरी आपको दी गई NN में रेस की संभावना मिलती है और क्योंकि आपके मॉडल में आप सभी संभावनाओं को गुणा कर रहे हैं इसका मतलब है कि आप इन सभी 3 संभावनाओं को इंटीग्रेशन 1 और इंटरप्रीटेशन 2 में सभी 3 प्रोबाबिलिटिएस से गुणा करेंगे तो जो भी गुणा देता है वह आपको हाइएस्ट वैल्यू तय करेगा कि स्पीच टैग रेस का वास्तविक हिस्सा क्या है जिसका उपयोग यहां किया जाना चाहिए यह VB या NN होना चाहिए इसलिए यदि आपके पास कॉर्पस है तो आप सभी संभावनाओं को जानते हैं जो आप गुणा करेंगे आपको नंबर मिल जाएगा और यह मुझे बताएगा कि क्या मुझे इंटरप्रीटेशन 1 या इंटरप्रीटेशन 2 को उपयोग करना चाहिए मान लीजिए मैं कुछ नंबर लेता हूं इसलिए यहाँ इतना अंतर है कि इन संभावनाओं के कारण मुझे मेरे कॉर्पस से कुछ संख्याएँ मिल रही हैं इसलिए मैं यहां देखूंगा कि यहां शब्द रेस की संभावना एक नाउँन की बजाय एक वर्ब के रूप में होनी चाहिए और यदि आप एक वाक्य रेस टूमारो देखते हैं तो रेस के लिए रेस ही होना चाहिए तो रेस शब्द का उपयोग वर्ब के रूप में होना चाहिए न कि नाऊन के रूप में हालांकि वर्ब की तुलना में नाऊन एक सामान्य श्रेणी हैं जो की रेस शब्द के लिए भाषण टैग का एक अधिक गणना करने वाला भाग हैं लेकिन क्योंकि अगर इस संदर्भ में इस मामले में वर्ब की संभावना अधिक है तो कैसे इस प्रकार हम इस सरलीकृत मामले में एक भाग में डिएम्बिगूएट कर सकते हैं लेकिन सामान्य रूप से पूरे वाक्य के लिए भले ही आपको कोई भी टैग का पता ना हो हम इस मॉडल का उपयोग करके यह पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि टैग का वास्तविक सिक्यूएन्स क्या है जो कि इस्तेमाल किया जाना चाहिए तो अब इस सवाल पर वापस आते हैं कि यह मॉडल क्या है तो यहाँ क्या देख रहे हो इसलिए आपने देखा हैं इसलिए आपके पास एक वाक्य है तो यह वह शब्द है जो आप देख रहे हैं और फिर कुछ ऐसे टैग हैं जो प्रत्येक शब्द को असाइंड किए गए हैं तो इस मॉडल में आपके पास एक टैग से दूसरे टैग में जाने की संभावना है और फिर एक टैग से आपको एक शब्द मिलता है तो क्या आप पा सकते हैं कि आप सोच सकते हैं कि वह कौन सा मॉडल है जो वास्तविक मॉडल से मेल खाता है इसलिए यदि आप हिडन मार्कोव मॉडल में आते हैं जहां आपके पास स्टेट्स हैं और एक स्टेट से आप दूसरे स्टेट में जाते हैं और इसी तरह जाते हैं और प्रत्येक स्टेट जो छुपी हुई हैं आप ओबजरवेशन का अनुकरण कर सकते हैं तो यहाँ शब्द ओबजरवेशन है तो यह कुछ भी नहीं है लेकिन हिडन मार्कोव मॉडल है तो हिडन मार्कोव मॉडलस क्या हैं तो बस आइडिया को संक्षिप्त रूप में देने के लिए यहां आपके पास टैग ट्रंजीशन प्रोबेबिलिटीस हैं P ti ti 1 है आपके पास इमिशन प्रोबेबिलिटीस हैं तो यह है कि शब्द ओबसरवेशन प्रोबेबिलिटीस प्रॉबबिलिटि wi ti हैं इसलिए इसका उपयोग करते हुए हम एक हिडन मार्कोव मॉडल का वर्णन कर रहे है अब आपको यह बताने के लिए कि हिडन मार्कोव मॉडल क्या है तो मुझे बस जल्दी से बताएं कि मार्कोव मॉडल क्या है और एक संदर्भ समय 1553 मार्कोव मॉडल मार्कोव मॉडल से अलग कैसे है तो एक मार्कोव मॉडल क्या है तो इस मार्कोव मॉडल को एक सरल उदाहरण का उपयोग करके बहुत ही अच्छे से समझाया गया है तो मार्कोव मॉडल में क्या होता है आपके पास फिर से एक स्टेटस है लेकिन स्टेटस आपके ओबजरवेशनस भी हैं मान लीजिए कि आप वर्तमान दिन के मौसम का अध्ययन कर रहे हैं और मौसम सनी रैनी या फोगी हो सकता है ये 3 अलग अलग प्रकार के मौसम हैं जो दिये हुए एक दिन में हो सकते हैं अब आपको जो मिलेगा वो आपके पास हैं 3 स्टेट्स से आपको पता चल जाएगा यह देखते हुए कि आज सनी है क्या संभावना है कि कल मौसम सनी होगा रैनी या फोगी होगा तो यह स्टेट ट्रंजीशन प्रोबेबिलिटीस हैं जो आप प्राप्त करेंगे तो मान लीजिए कि qn एक वेरिएबल है जो nth दिन के वैरिएबल को दर्शाता है और इस मॉडल का उपयोग करके हम पता लगा सकते हैं कि nth पर qn के मौसम की संभावना पिछले सभी दिन जो पहले दी गई थी पर क्या होगी और यहाँ यदि आप पहली पंक्ति के मार्क मार्कोव मॉडल का उपयोग करते हैं तो हम कहते हैं कि यह केवल पिछले दिनों के आधार qn पर निर्भर करेगा आपके qn 1 पर निर्भर करेगा तो आइए एक सरल उदाहरण लेते हैं इसलिए यहां आप स्टेट ट्राजीशन देख रहे हैं तो यह कहता है कि अगर आज का मौसम सनी है तो कल 08 की संभावना के साथ मौसम सनी होगा और अगर आज सनी हैं तो 015 की संभावना के साथ फोगी हो जाएगा तो आप देख सकते हैं कि एजेस से जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं उस तालिका से भी जो इस में दिखाया गया है तो अब एक बार जब आपको ये संभावनाएँ दी जाती हैं तो आप कुछ निश्चित गणनाएँ कर सकते हैं उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपको यह पता लगाना है कि आज मौसम सनी है इस बात की संभावना है कि कल धूप होगी और परसों बारिश होगी संदर्भ स्लाइड समय 1748 तो आइए हम वेरियबल का उपयोग करते हैं और मैं संभावना qn2 का पता लगाना चाहता हूं कल के बाद बरसात qn2 रैनी और कल सनी qn1 है यह qn सनी दी है तो आप कैसे गणना करेंगे तो अगर आप पास चैनल हैं तो आप कहेंगे कि कुछ भी नहीं है लेकिन प्रोबेबिलिटी qn1 सनी के बराबर है qn सनी के बराबर हैं और प्रोबेबिलिटी qn2 रैनी के बराबर है qn सनी के बराबर हैं qn1 सनी के बराबर हैं qn1 सनी के बराबर है अब क्योंकि आप फ़र्स्ट रो मार्कोव अजंप्शन का उपयोग कर रहे हैं तो यह इसके बराबर होगा तो यह आप संभावना का उपयोग कर qn2 रैनी qn1 सनी के बराबर हैं की गणना करेंगे तो आपको इस संभावना की गणना करनी है और यह प्रोबेबिलिटी और वह प्रोबेबिलिटी जिसे आप स्टेट ट्रांजिशन ग्राफ से प्राप्त कर सकते हैं इसलिए यदि आप पिछली स्लाइड पर जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि सनी 08 के बराबर है और प्रोबेबिलिटी रैनी की प्रोबेबिलिटी सनी पर 005 हैं तो एक बार जब आप इसे गुणा करेंगे तो आपको 004 आन्सर मिलेगा तो यहाँ आपको 004 आन्सर मिलेगा जिससे आपको यह संभावना मिलती है कि कल बारिश होगी और कल धूप होगी कल के बाद बारिश होगी जो दिया हुआ हैं की आज धूप है तो इस तरह से आप मार्कोव मॉडल का उपयोग करते हैं अब यह मार्कोव मॉडल है तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं आपके पास हैं इसलिए इस मामले में मौसम हैं तो एक दिन एक सोलिडस स्टेट है और स्टेट्स के बीच ट्रांसजिशन्स हो रहा है लेकिन आपका ओबजरवेशन क्या है वह भी स्टेट है तो आप भी मौसम का ओबजरवेशन कर रहे हैं जो कि शियर स्टेट है जिसे आप देख रहे हैं कि अब पार्टीसीपेट टेक्स्ट का उदाहरण याद रखें हम क्या देख रहे हैं हम शब्दों का ओबजरवेशन कर रहे हैं तब जब मैं आपको एक टेक्स्ट देता हूं तो आप केवल शब्दों को ओबजर्व करते हैं लेकिन जो छिपा है वह टेक्स्ट है टेक्स्ट छिपा हुआ है तो इस तरह से हिड्न मार्कोव मॉडल मार्कोव मॉडल से अलग हैं जिन स्टेट्स को ओबजर्व नहीं किया गया है वे छिपे हुए वेरिएबल हैं और जो ओबजर्व किया जाता है वह अलग है इसलिए आपके पास शब्द हैं जो ओब्जेक्टिव हैं और आप स्टेट्स से शब्दो को निकाल सकते हैं तो यह आइडिया है तो जेनेरेटिव मॉडल यह होगा तो आप कुछ स्टेट 1 से शुरू कर रहे हैं आप अन्य स्टेट्स S3 और इस तरह ट्रांसिटिंग करते रहते हैं और v एक स्टेट है जो आप एक शब्द इमिशन 1 इमिशन 2 और इसी तरह इमिशन करते हैं और ये इमिशन कुछ भी नहीं हैं लेकिन आपकी ये ओबजरवेशन हैं अतः आपको सिक्यूएन्स के ओबजरवेशन को देखते हुए स्टेट्स के अंडरलाइन सिक्यूएन्स का पता लगाने की आवश्यकता है तो अब यह अंतर है जो हमने मार्कोव मोड चेनस के लिए देखा है आउटपुट सिमबोल्स स्टेट्स के समान हैं अतः शब्द सनी एक स्टेट और ओबसरवेबल दोनों है तो स्पीच टेगिंग के हिस्से में क्या होता है शब्द आउटपुट सिम्बल हैं लेकिन हिड्न स्टेट्स स्पीच टैग के हिस्से हैं इसलिए हिड्न मार्कोव मॉडल कुछ भी नहीं है लेकिन मार्कोव चैन का एक एक्सटेंशन है इसलिए इसमें ऐसा क्या होता है कि आउटपुट प्रतीक जो आपके पास हैं वे स्टेट्स के समान नहीं हैं इसलिए स्टेट आउटपुट से अलग हैं और हम वास्तव में नहीं जानते कि हमें क्या करना चाहिए जब तक हम अपने मॉडल का उपयोग करने की कोशिश नहीं करते हैं तो एक हिडन मार्कोव मॉडल के एलीमेंट्स क्या हैं तो आपको हिड्न मार्कोव मॉडल से क्या चाहिए तो आपको स्टेट्स का एक सेट चाहिए हाँ आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसमीटिंग होने की संभावना की आवश्यकता है किसी दिए गए स्टेट की इमिशन की प्रोबेबिलिटी में किन शब्दों को किस संभावना के साथ इमिट किया जाएगा और आपको यह भी आवश्यकता हो सकती है कि किसी स्टेट की शुरुआत क्या है आदि इसलिए यदि आप भाषण के भाग के साथ एक हिड्न मार्कोव मॉडल को मेल करने की कोशिश करते हैं तो वह टैगिंग है इसलिए हमें अपने स्पीच टेगिंग के भाग में स्पीच सेट की आवश्यकता है तो टैगस स्टेटस हैं हमें एक आउटपुट वर्णमाला की आवश्यकता है जो तब इमिशन कर रहे हैं तो शब्द प्रारंभिक स्टेट के साथ इमिशन हैं तो हमारे मामले में यह वाक्य की शुरुआत है हमें ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीस चाहिए जो पिछले टैग में दिया हुआ हैं तो अगला टैग क्या होगा और हमें उन इमिशन प्रोबेबिलिटीस की आवश्यकता है जिन्हें यह टैग दिया गया है जो शब्द होगा इसलिए एक बार हमारे पास यह है तो हम भाषण टैगिंग के भाग के लिए अपने हिड्न मार्कोव मॉडल का एक ग्राफ़िकल रिप्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं तो क्या हो रहा है यहाँ देखें हम स्टेट से शुरू करते हैं तो यहाँ से शुरू करके दिखाया गया है स्टार्ट स्टेट से आपके पास किसी भी अन्य टैग को ट्रांसिटिंग करने की संभावना है आप कुछ परटिक्युलर टैग के साथ वाक्य शुरू कर सकते हैं तो यह संभवतः इस बात पर निर्भर होना चाहिए कि वह कौन सा टैग है जो वाक्य शुरू करने की अधिक संभावना है और एक बार आपके पास यह टैग हैं तो उसके बाद अगला संभावित टैग क्या होगा तो यह आपका स्टेट ट्रंजीशन ग्राफ है तो यह स्लाइड में दिखाया गया है इसलिए जब हम उस वाक्य को टैग कर रहे हैं जो आप वास्तव में इस स्टेट ग्राफ के साथ हैं तो एक स्टेट से हम दूसरे स्टेट में जा रहे हैं और इसी तरह वे बहुत ट्रांजीशन प्रोबेबिलिटीस हैं कि आपके पास स्टेट ग्राफ पर हो सकता है और यह आप एक स्टेट tn tn 1 संभावना का उपयोग करके तैयार कर सकते हैं अब यहाँ और क्या छूट रहा हैं अब प्रत्येक स्टेट के साथ हिड्न मार्कोव मॉडल के भीतर अब आपके पास भी इमिशन शब्द है तो इतिहास से आप यह भी जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी संभावना है कि आप किसी विशेष शब्द का उत्पादन या उत्सर्जन करके करेंगे इसलिए यहां इसके अतिरिक्त और क्या जरूरत है इसलिए ग्राफ़िकल रिप्रेजेंटेशन में अब इन स्टेट्स के साथ साथ मुझे उन शब्दों की भी संभावना होनी चाहिए जो उस स्टेट से बाहर निकल रहे है इसलिए यहाँ सभी शब्द वोकेबुलरी में लिखे गए हैं और विशेष स्टेट दी गयी है उस विशेष शब्द को वोकेबुलरी में डालने या बाहर करने की संभावना क्या है ताकि आपको अपने ग्राफ़ में सभी पोसिबल स्टेट्स के लिए परिभाषित करने की आवश्यकता हो तो अब एक बार हमारे पास ये दोनो हैं तो मेरी समस्या क्या है इसलिए मैं परिभाषित कर सकता हूं इसलिए यदि आपको याद है कि मैं इन सभी संभावनाओं को परिभाषित कर सकता हूं जब आप मुझे एक कॉर्पस देते हैं जिसमें शब्दों का एक सेट और भाषण टैग का एक समान भाग होता है यदि आप मुझे देते हैं कि मैं इन सभी संभावनाओं का पता लगा सकता हूं इसलिए मैं एक बार यहां एक कॉर्पस होने के बाद इन ग्राफ को परिभाषित कर सकता हूं मेरी समस्या क्या है रनटाइम के दौरान मुझे केवल एक ओबसरवेशन दिया जाता है मुझे केवल एक वाक्य दिया जाता है जो शब्दों का सिक्यूएन्स है मुझे यह पता लगाना है कि भाषण टैग सिक्यूएन्स का संबंधित भाग क्या है जो इस शब्द सिक्यूएन्स के लिए उपयोग किया जाना चाहिए तो मान लीजिए कि मैं इस तरह से एक वाक्य दिया गया है प्रोमिस्ड टु बेक द बिल वाक्य का हिस्सा है यहां 5 शब्द हैं तो मेरी समस्या यह पता लगाना है कि x का सिक्यूएन्स क्या है जो इस वाक्य के लिए उपयोग किया जाएगा तो मेरे पास पहले से मौजूद स्टेट ट्रांज़िशन ग्राफ को देखते हुए इस समस्या को कैसे हल करूँगा अब प्रत्येक शब्द के लिए यह आसान करने के लिए एक चीज जो मैं करूंगा वह यह है कि प्रत्येक के लिए मुझे पता चलेगा कि भाषण पाठ के सभी संभावित भाग क्या एक शब्द ले सकते हैं हम इस बारे में बात करेंगे कि कुछ शब्द भाषण टैग के कई भाग हो सकते हैं लेकिन कोई भी शब्द भाषण टैग के 7 भाग से आगे नहीं हैं और ज्यादातर शब्द अगर वे अस्पष्ट थे तो वे स्पेस टैग के 2 या 3 भाग थे तो एक शब्द के लिए अगर मैं पहचान सकता हूं कि भाषण टैग का हिस्सा क्या है तो मैं केवल संभावनाओं के लिए अपने उसी सेट का उपयोग कर सकता हूं इसलिए यहाँ उदाहरण के लिए मैं कहूंगा कि शब्द प्रोमिस्ड केवल VBD या VBN पास्ट टैन्स को पार्टीसीपियल के लिए ले सकता है यह उनमें से केवल एक हो सकता है मुझे 2 में से एक को अलग करना है यह शब्द भाषण टैग का केवल एक हिस्सा हो सकता है बैक में 4 टैग हो सकते हैं the शब्द के 2 टैग हो सकते हैं और बिल में 2 टैग हो सकते हैं ये सभी संभावनाएं हैं अब प्रत्येक शब्द इनमें से कोई भी संभावना ले सकता है तो अब क्या आप जल्दी से देख सकते हैं कि कितनी संभावनाएं हैं इसलिए यदि आप यहां देखें तो मेरे पास 2 बार 4 8 बार 2 16 बार 2 एसी भाषण टैग दृश्यों के भाग की 32 संभावनाएं हैं अब मुझे इनमें से यह पता लगाना है कि भाग लेने वाले टैग का सबसे संभावित सिक्यूएन्स कौन सा है जो उपयोग हो रहा है तो मैं इस समस्या को कैसे हल करूंगा एक भी नहीं हो सकता है मैं सभी संभावनाओं की गणना करता हूं और प्रत्येक संभावना के लिए मैं अलग से संभावना की गणना करता हूं इसलिए मेरे पास 32 संभावनाएं हैं और मैं 32 अलग अलग गणना करता हूं तो सभी संभावना के लिए मैं पूरी संभावना की गणना करता हूं यह एक संभावना है लेकिन सबसे पहले यह बहुत कुशल नहीं है और कुछ वाक्यों के बारे में सोचें जो 15 20 वोल्ट कह सकते हैं यह केवल शब्दों की संख्या के साथ तेजी से आगे बढ़ेगा तो यह एक अच्छा उपाय नहीं है इसलिए मेरे पास एक समाधान होना चाहिए जहां यह वाक्य के आकार के साथ तेजी से नहीं बढ़ता है तो ऐसा करने के लिए एक अच्छा एल्गोरिथ्म क्या होगा इसलिए आदर्श रूप से मैं भाषण टैग सिक्यूएन्स के वास्तविक भाग के साथ आना चाहता हूं जैसे कि यह सभी संभावनाओं से VBD TO VB DT और NN होगा और मैं ऐसा कैसे करूंगा और हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे तो यह विटरबी एल्गोरिथ्म है मैं अपने HMM मॉडल में कैसे उपयोग करूं यह अच्छे तरीके से भाषण टैग सिक्यूएन्स के इस भाग के साथ आने के लिए एल्गोरिदम होगा इसके बजाय कुछ नैव इंप्लीमेंटेशन हैं जो कि एक्स्पोनेंशल है और जो वास्तव में एक बड़े कॉर्पस के लिए करने के लिए संभव नहीं है इसलिए यह अगले व्याख्यान में देखेंगे